इस व्याख्यान में हम चर्चा करने के लिए एक नया विषय शुरू करेंगे यह रेंज इमेज प्रोसेसिंग पर है तो आइए हम पहले यह समझें कि रेंज इमेज का क्या अर्थ है एक रेंज डेटा टू एंड हाफ डी 2 and ½ D या दृश्य का 3 डी प्रतिनिधित्व है इसे टू एंड हाफ डी 2 and ½ D कहा जाता है क्योंकि आपके पास केवल एक डेटा के रूप में सरफेस की जानकारी होती है जो कि विवेकीकृत पिक्सल विखंडित पॉइंट सरफेस पर होती है जिसे इमेज के रूप में दर्शाया जाता है तो प्रतिनिधित्व कुछ इस तरह से है कि मान लें कि फ़ंक्शन जैसे कि di j और यह संबंधित सीन पॉइंट की दूरी को रिकॉर्ड करता है इसलिए एक इमेज में जब हम पिक्सल में उसका एरे प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम रेंज इमेज में जो प्राप्त करते हैं वह तीव्रता नहीं है लेकिन सरफेस पॉइंट की दूरी है तो यह मान ले d जो इस पॉइंट और इस डिस्ट्रीब्यूशन में दर्ज किया गया है इस सरफेस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन विखंडित स्थान पर जो एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मुझे रेंज डेटा देता है या हम कभी कभी इस डेटा को डेप्थ डेटा के रूप में भी मानते हैं जो कि एक और रेंज डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला नामकरण है इसके अलावा इसे 3 डी सीन पॉइंट या पॉइंट क्लाउड के रूप में भी दिया जाता है तो एक बार फिर से समझाने के लिए मान लें कि यह पोजीशन एक अरे इंडेक्स पोजीशन i j है और संबंधित फंक्शनल वेल्यू यहाँ f i j है तो पिक्सल का x y z कोऑर्डिनेट्स 3 डी स्पेस में i j f i j है तो इस तरह स्थान दिया जाता है इसलिए यदि मैं इन सभी बिंदुओं के संग्रह का प्रतिनिधित्व इस रूप में करता हूँ तो हमें 3 डी सीन पॉइंट का एक सेट मिलता है रिफर स्लाइड टाइम 0218 रेंज डेटा को यहां पर बाईं तरफ दिखाया गया है संबंधित इंटेंसिटी इमेज को दिखाया गया है और दाईं तरफ में इसके डेटा रेंज जिसके डेटा को माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट सेंसर का उपयोग करके कैप्चर किया गया है जो यहां दिखाया गया है इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जिन पर रेंज इमेजिंग आधारित होती है हमने पहले ही स्टीरियो इमेजिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की है और हमने चर्चा की कि कैसे 3 डी दृश्य जानकारी की गणना स्टीरियो इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके की जा सकती है तो इस तरह के सिस्टम पेसिव इमेजिंग सिस्टम है और जो आपको रेंज इमेज भी प्रदान करता है लेकिन अन्य प्रकार के सिस्टम भी हैं जहां आपको उच्च रिज़ॉल्यूशन रेंज इमेज मिलता है और वो है एक एक्टिव रेंज सेंसर या एक्टिव रेंज सेंसिंग तंत्र का पालन किया जाता है एक्टिव का अर्थ है कि यहां आपको दृश्य के अलावा एक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने की आवश्यकता है गहराई को मापने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत से किरण को प्रोजेक्ट करना होगा और रोशनी द्वारा आपको गहराई की गणना करनी होगी तो तीन अलग अलग प्रकार के एक्टिव सेंसिंग मैकेनिज्म हैं एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है और दूसरा एक ट्राइंगुलेशन बेस्ड सेंसर और स्ट्रक्चर्ड लाइट बेस्ड सेंसर है तो मैं उन सिद्धांतों को एक एक करके समझाता हूं तो टाइम ऑफ फ़्लाइट रेंज सेंसर में एक प्रकाश स्रोत होता है और वो एक लेज़र प्रकाश स्रोत होता है आमतौर पर और आप प्रकाश को प्रोजेक्ट करते हैं या आप उस बिंदु से एक पलस्ड लेज़र संचारित करते हैं और फिर से वह रिफ्लेक्शन आपको वापस लेज़र सिग्नल देता है तो उस पल्स का पता लगाकर आप टाइम ऑफ फ़्लाइट को माप सकते है या संचालन और रिफ्लेक्शन के सिग्नल की अवधि को माप सकते हैं तो यदि आप प्रकाश की वेलोसिटी को जानते हैं हम सभी प्रकाश की वेलोसिटी को जानते हैं तो आप बस उस समय के साथ वेलोसिटी की गुणा करते हैं तो आपको दोगुनी दूरी प्रदान होगी तो यह एक सिद्धांत है आपके पास स्रोत और डिटेक्टर दोनों सह स्थित हैं क्योंकि जिस बिंदु से आप संचारित कर रहे हैं उसी स्थान पर आप पता भी लगा रहे है तो सीधे आपको उस स्थान से सबसे छोटा रास्ता मिल रहा है क्योंकि प्रकाश सबसे छोटे रास्ते से उसी दिशा में यात्रा करता है आप इस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें रिश्ता बहुत सरल है यदि आप इस समय को माप सकते हैं तो आप प्रकाश की गति के साथ गुणा करते हैं और फिर आपको दोगुनी दूरी प्राप्त होगी वास्तविक दूरी प्राप्त करने के लिए हमें उसे दो से भाग करना होगा तो यह प्रकाश स्रोत है जैसा कि यहां पल्स लेज़र के रूप में दिखाया गया है तो यह एक लेज़र बेस्ड टाइम ऑफ फ़्लाइट लाइट है यह एक रेंज सेंसर है अलग अलग तरह के लेज़र होते हैं जैसे लाइट डिटेक्शन और रेंजिग रेड लेज़र जैसे सेंसर या लेज़र लडार सेंसर होते हैं और ये काफी लोकप्रिय लिडार या लडार आधारित सेंसर होते हैं और क्योंकि आप केवल एक सरफेस पॉइंट और किसी दिए गए दिशा में एक सरफेस पॉइंट की गहराई को माप रहे है तो आपको लेज़र beam की दिशा के बारे में पैंतरेबाज़ी करने के लिए आपको पूरे सरफेस को स्कैन करना होगा आप बीम स्कैन करने के लिए मूविंग मिरर का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसे तंत्र हैं जिनके द्वारा मिरर एंगल अलग अलग हो सकते हैं और तदनुसार लेज़र बीम की दिशा भिन्न हो सकती है और दिए गए पूर्व निर्धारित पथ में आप यह पता लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कहाँ से आया है और सरफेस पॉइंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह की सेंसिंग सीमित है आप न्यूनतम अवलोकन समय से सीमित हो क्योंकि जिस तंत्र के द्वारा आप जानते हैं कि आप एक पल्स लेज़र का पता लगा सकते हैं इसकी चौड़ाई लेज़र पल्स अवधि पल्स की अवधि जो एक बात है और एक और चीज एमीटिंग पल्स लेज़र का सेमप्लिंग इंटरवल है तो ये सीमित है ये आपके अवलोकन समय को सीमित कर रहे हैं और आपकी न्यूनतम दूरी को जानते हैं कि क्या अवलोकन योग्य है जो कि न्यूनतम अवलोकन समय द्वारा भी सीमित है सेंसर या सिद्धांत का अन्य प्रकार ट्राईएंगूलेशन आधारित सेंसर है जो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लेज़र बीम के लिए एक स्रोत है यह कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है लेकिन आमतौर पर लेज़र का उपयोग इस मामले में भी किया जाता है तो आप उस प्रकाश को एक विशेष सरफेस पॉइंट पर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर उस प्रकाश का प्रतिबिंब एक कैमरे द्वारा कैप्चर किया जाएगा इसलिए कैमरे में आप छवियों से रिफ्लेक्टेड पथ का पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं यदि दोनों कैमरा और प्रकाश स्रोत को कैलिब्रेट किया जाता है तो आप इन दो लाइन का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने स्टीरियो जॉमेट्री के पिछले व्याख्यानों में चर्चा की है कि अगर मुझे 2 किरणों की दिशा 3 डी में मिल सके तो इन दो लाइन का प्रतिच्छेदन आपको संबंधित 3 डी पॉइंट देगा तो यह इमेजिंग सिस्टम सब कुछ कैलिब्रेट करता है कैमरे के कैलिब्रेशन से हम यह पता लगा सकते हैं कि इमेज प्लेन में कैमरे के कौन से पिक्सल से परावर्तित प्रकाश कैमरे में आ रहा है तो आप कैमरे के पेरामीटर से इस किरण के इक्वेशन को 3 डी कोओर्डिनेट सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार लेज़र बीम के कोओर्डिनेट लोकेशन को जानकर और कैलिब्रेटेड i j का मान जानकर जब आप लेज़र के प्रकाश का संचालन करते है दिशा खुद एन्कोडेड हो जाती है या इसे सिस्टम में भी जाना जाता है तो आप इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं किसी दिशा या किरण का और उन्हें हल करके आप 3 डी दृश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे कौन सी दिशाएँ हैं जिनके द्वारा यह किरण संचारित हुई है तो विविधताएँ हैं तो यह बीम के पूर्व निर्धारित स्कैनिंग पथ के लिए जाना जाता है और फिर इक्वेशन हल करा जाता है और यह कैमरे में देखा जाता है और आप उस 3 डी बिंदु को प्राप्त करने के लिए ट्राईएंगूलेशन लागू करते हैं अब इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आप केवल एक दिशा के लिए एक सरफेस पॉइंट के लिए विशेष समय पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते है अब इन दिशाओं को बदल कर आपको प्रक्षेपित किरण को प्रकाश स्रोत से पूर्व निर्धारित पथ पर स्कैन करना होगा या एक कैलिब्रेटेड पथ पर पता होना चाहिए i j के कोओर्डिनेट इमेज प्लेन में जो आपको इस किरण का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा और आप कैमरे में इमेज पॉइंट का अवलोकन कर रहे हैं इस रोशनी के कारण और उस रोशन बिंदु के लिए हम भेदभाव करेंगे हम आपको इस विशेष पॉइंट को आसानी से पहचानने में मदद करेंगे और आप इस ट्राईएंगूलेशन नियम को लागू कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन की तकनीक जो हमने पहले चर्चा करी थी वह काफी धीरे है क्योंकि आपको हर एक पॉइंट के लिए इमेज प्लेन में एक शूटिंग किरण को लेना पड़ेगा अगर मैं कहूं कि यह प्लेन है जहां पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप विशेष दिशाओं को पहचान रहे है जो कि कैमरे की इमेज प्लेन की तरह होता है जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रकाश में या फिर किसी प्रकाश स्त्रोत्र में तो एकल किरण को प्रोजेक्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं आप एक ऊर्ध्वाधर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपको पता है कि प्रकाश ही सतह पर ऊर्ध्वाधर पट्टी है तो जिसका अर्थ है कि पट्टी में इस ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ आपके सभी दिशाएं एन्कोडेड हैं और जब आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इसे विकृत फैशन में महसूस किया जा सकता है सतह के आधार पर यह बहुत सीधा नहीं हो सकता है तो इस बिंदु को कैलिब्रेट किया गया है कि यह इस से मेल खाती है जो पूर्व निर्धारित किया गया है जो सिस्टम इमेजिंग सिस्टम से हमें ज्ञात है और यह बिंदु से मेल खाता है और यदि आप इस मार्ग को इंटरपोलेट कर सकते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं हर बिंदु के लिए जो वे उस प्रकाश पट्टी में विशेष बिंदु से मेल खाते हैं तो आपको एकल प्रोजेक्शन से कई बार प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको सतह की सारी जानकारी सतह बिंदु से मिल सकती है जोकि प्रकाश की पट्टी पर है तो इसे स्ट्रक्चर्ड लाइट रेंज सेंसिंग सिस्टम कहा जाता है क्योंकि प्रकाश विभिन्न पैटर्न में संरचित होती है ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ बहुत परिचित पैटर्न हैं और इस पैटर्न में अनुमानित किरण की 3 डी स्थिति पहले से ही एन्कोडेड है और उन एन्कोडिंग का उपयोग सरफेस पॉइंट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो यह एक सारांश है इसलिए आपको इस तंत्र के द्वारा सभी दृश्य बिंदुओं के 3 डी स्थान अनुमानित पट्टी पर पड़े प्राप्त होंगे तो एक और तरीका है जिसके द्वारा संरचित प्रकाश का बेहतर उपयोग किया जा सकता है केवल ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ को प्रोजेक्ट करने के बजाय लेकिन सतहों पर एक बार स्कैन करके और आपको उस मामले में अधिक संख्या में प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है ऊर्ध्वाधर पट्टी की पोजीशन को एन्कोड कर सकते हैं m प्रोजेक्टेड पेटर्न्स के रूप में तो प्रत्येक पैटर्न सतह के एक क्षेत्र की पहचान करने की कोशिश करेगा और अंत में यह देख कर कि क्या पिक्सल को प्रबुद्ध किया जाता है या नहीं आप जानते हैं कि उन पट्टियों को देखकर कि m पैटर्न में किरणों को प्रोजेक्शन करने से आपको 2m पट्टियाँ मिलेंगे और इस तरह आप प्राप्त कर सकते हैं 2m पट्टियाँ और सिर्फ एम पैटर्न का उपयोग करके आप 2m पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक के लिए आप फिर ट्रायंगुलेशन के नियम को लागू कर सकते हैं जैसा कि हमने संरचित प्रकाश में चर्चा की थी तो एक उदाहरण है तो इस पैटर्न में पट्टियों की संख्या आमतौर पर दोगुनी हो जाती है हर नए पैटर्न में यह एक विशेष तंत्र है विशेष प्रकार का संरचित प्रकाश का पैटर्न है और हर एक प्रकाश पॉइंट एम बिट बाइनरी कोड से जुड़ा हुआ है और इस छवि का दृश्य आपके कैमरे में देखा जा सकता है और वहां से आप ट्रायंगुलेशन के नुकसान को हल कर सकते हैं तो यह चित्र दर्शा रहा है कि वास्तव में यह पैनल कैसे किसी विशेष पट्टी को एम पैटर्न का उपयोग करके एन्कोड किया है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि किरण और एक ऊर्ध्वाधरकर पट्टी को तो इस पट्टी को एन्कोड किया गया है इसलिए इस लोकेशन पैटर्न में कहा गया है कि प्रबुद्ध है 1 जबकि इस पैटर्न में यह विशेष पट्टी 0 है एक बार फिर यह 1 है इसलिए यदि आप एम पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पास एम पट्टियाँ होंगी और वह आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग m लंबाई की देगा और इसलिए आपको 2m ऐसे डिस्क्रिमिनेटिंग पैटर्न मिलेंगे तो कोड शब्द 101 हो सकता है और यह उस तरह के पैटर्न पर निर्भर करता है जो आप वहां रख रहे हैं और जो इस संबंधित पट्टी की पहचान करता है और पट्टी से एक बार फिर ट्रायंगुलेशन नियम उपयोग करके आप सभी सीन पॉइंट जो सतह की विशेष पट्टियों के लिए सभी गहराई की जानकारी प्राप्त कर सकते है अब अन्य प्रकार के कोडिफिकेशन हैं जो प्रोजेक्टेड किरण का स्थान या दिशा हैं जहां आप विचार कर सकते हैं कि आपने इस पद्धति में इसे कई बार प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं आप केवल एक बार रोशनी कर सकते हैं लेकिन अनुमानित किरणों के लालच में स्थानिक पैटर्न की भिन्नता है तो हर बदलाव विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो जिसका अर्थ है कि अगर आपके पास एक अनुमानित किरण है और जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था कि आप किरण की दिशा द्वारा अंशांकित प्रकाश स्रोत पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो इस स्थान को विभिन्न आकारों के पैटर्न द्वारा संशोधित किया जाता है जिसके माध्यम से इस रोशनी का अनुमान लगाया जाता है तो वे सतह पर दिखाई देंगे जिनका पता लगाया जा सकता है जो कि नग्न आंखों में दिखाई नहीं देते लेकिन कैमरे के सेंसर से उनका पता लगाया जा सकता है जो आकार रंग में भिन्न होता है और उदाहरण के लिए यह विशिष्ट रूप से केंद्रीय बिंदु के विशेष पैटर्न की पहचान करता है इसलिए अन्य स्थानों में आपके पास अन्य प्रकार की भिन्नता होगी इसलिए किसी स्थान के प्रत्येक पैटर्न को विशिष्ट रूप से पहचान की जाएगी तो एक स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन है जिसके द्वारा आप इस दिशा को एन्कोड कर सकते हैं जो इस तकनीक की सीमा है हालांकि लाभ यह है कि केवल एकल प्रोजेक्शन आपको सभी एन्कोडेड किरण दे सकता है जो वस्तु को रोशन कर रहा है तो आपके पास वस्तु में सभी एन्कोडेड किरण हैं और उन पैटर्न को प्रोजेक्ट किया गया है और आपकी इमेज को देखने से अगर मैं उन पैटर्नों का निरीक्षण करता हूं जहां यह है तो आप बस अपने पैटर्न के मिलन की खोज करते है और इस पैटर्न लाइब्रेरी का पता लगाते हैं फिर आप जानते हैं कि यह इस स्थान की एक छवि है तो फिर आप ट्रायंगुलेशन लागू कर सकते हैं इसलिए यह तकनीक बहुत प्रभावी है यह इमेजिंग को बहुत तेज़ बनाती है और साथ ही आपका इमेजिंग सिस्टम भी सस्ता हो जाता है इस तकनीक के बाद छवियों का रिज़ॉल्यूशन कम होगा जैसा कि आप समझ सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक चर्चा के रूप में यह स्पेशियल आकार और रंगों में भिन्नता के साथ व्यवस्थित डॉट के रूप में हो सकता है इसलिए यह स्पेशियल पैटर्न का एक उदाहरण है जो विशिष्ट रूप से विशेषता पहचानता है उदाहरण के लिए यदि मैं इस स्थान को इन पड़ोसी स्थानों पर एकात्मक करता हूं तो शायद एकात्मक आपको कोई अन्य स्थान नहीं मिलेगा जिसमें आपके पास समान रंगों या रंगीन डॉट की व्यवस्था हो तो ऐसे मुश्किल तरीके हैं जिनके द्वारा आप इस पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं और जब आप कैमरे में संबंधित पैटर्न का पता लगाते हैं तो आप विशेष पैटर्न का भी पता लगा रहे हैं और यह इस स्थान की एक छवि है इसलिए यह स्थान पहले से ही एन्कोडेड है एक विशेष स्थान या किरण की दिशा है जो एक बार फिर से प्रोजेक्शन के प्लेन की 2 सूचकांक द्वारा दी गई है अगर मैं कहूँ कि जहां किरणों को विवेक पूर्ण उपयोग किया जाता है तो आप ट्रायंगुलेशन लगा सकते हैं तो यह एक कोड शब्द प्रदान करता है जो कैलिब्रेटेड प्रकाश बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है और इसे कई प्रक्षेपण की आवश्यकता नहीं है जो कि इसका लाभ है और यह कोड शब्द इसके आस पास के बिंदु से प्राप्त होता है जिसे मैंने इसके सिद्धांत पर चर्चा करते समय समझाया था तो एक उदाहरण एक बार फिर से रेंज इमेज का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि यह विशेष सेंसर जो कि माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट सेंसर है यह धब्बेदार पैटर्न के साथ इन्फ्रारेड लेज़र का उपयोग करता है समान सतह बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए लाइट और सांकेतिक शब्दों में बदलता है मैंने स्थानिक पैटर्न का उल्लेख किया है आप देख सकते हैं कि दोनों छवियों को एक ही कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया है इसमें संबंधित ऑप्टिकल इमेज है तो किनेक्ट में भी है एक ऑप्टिकल कैमरा और इसके साथ ही एक रेंज कैमरा रेंज डेप्थ सेंसर है जिसका अनुसरण इस सिद्धांत के बाद किया जाता है तो यही कारण है कि जिन छवियों को आप किनेक्ट द्वारा कैप्चर किया गया है उन्हें RGBD छवियों के रूप में जाना जाता है यहाँ RGB का मतलब लाल हरे नीले ऑप्टिकल इमेज के घटक है और डी रेंज इमेज की गहराई है इसलिए जब हमने इन तकनीकों के बारे में चर्चा की तो हमने उल्लेख किया कि ज्यादातर लेज़र प्रकाश स्रोत के रूप में इस तरह के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाता है अब आप लेज़र का पूर्ण रूप जानते हैं जो कि लाइट एमपलीफिकेशन बाइ स्टीम्यूलेटेड एमीशन ऑफ रेडियेशन है अब लेज़रों का क्यों उपयोग किया जाता है आप संरचित प्रकाश के लिए किसी भी सामान्य प्रकाश स्रोत का उपयोग कर सकते थे विशेष रूप से ट्रायंगुलेशन योजनाओं के लिए टाइम ऑफ फ़्लाइट के लिए आपको एक सुसंगत स्रोत की आवश्यकता होती है जहां लेज़र का उपयोग किया जाता है लेकिन अन्य मामलों में साधारण रोशनी के संबंध में भी लेज़रों का उपयोग ज्यादातर किया जाता है कारण यह है कि यह आसानी से हल्के स्रोत से उज्ज्वल बीम उत्पन्न करता है तो यह एक फायदा है फिर यह इंफ्रारेड बीमभी उत्पन्न कर सकता है और इन्फ्रारेड लेज़र का उपयोग उन बीमों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और जिनका उपयोग करने से एक दर्शक उन धब्बेदार पैटर्न से परेशान नहीं होगा दर्शक विचलित नहीं होगा या सामान्य गतिविधियों में बाधा नहीं आएगी तो यही कारण है कि इस इन्फ्रारेड बीम का उपयोग ज्यादातर इस पैटर्न को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है विशेष रूप से आजकल माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है और गेमिंग आदि जैसे कार्यों में किनेक्ट कैमरा प्रतिभागी या दर्शक को परेशान किए बिना बहुत आसानी से उपयोग किया जा सकता है लेज़र के लिए भी यह एक और अच्छी विशेषता है कि यह संकीर्ण बीम देने के लिए अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करता है और लेज़र की फ्रीक्वेंसी भी एकल फ्रीक्वेंसी है और यह पता लगाना आसान है यह एक फायदा है यह पूर्ण स्पेक्ट्रम स्रोतों के रूप में रिफ्रेक्शन से फैलता नहीं है तो यह एक और फायदा है और सेमीकंडक्टर उपकरण हैं जो आसानी से उत्पन्न करते हैं छोटी पल्सेस को तो यह एक कारण है कि किसी अन्य सामान्य प्रकाश स्रोत का उपयोग करने के बजाय लेज़रों का उपयोग किया जाता है रेन सेंसर विशेष रूप से सेंसर जहां ऐसे विकल्प हैं जो अन्य प्रकाश स्रोतों का भी उपयोग कर सकते थे फिर भी लेज़रों का उपयोग संरचित प्रकाश आधारित सेंसर में किया जाता है जिस पर हमने चर्चा की थी इसलिए मुझे यहां एक विराम देने दें और हमने अब तक विभिन्न संवेदी तंत्रों के बारे में चर्चा की है और अगले व्याख्यान से हम विभिन्न प्रसंस्करण रेंज डेटा और मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगें विशेष रूप से डिफरेंशियल जॉमेंट्री की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे जो रेंज इमेज के सरफेस पॉइंट को चिह्नित करने के लिए उपयोगी हैं इसी के साथ मुझे यहाँ रुकने दो ध्यान देने के लिये धन्यवाद